नमस्कार दोस्तों आज हम अपने व्याख्यान के तीसरे भाग में आते हैं और जैसा कि मैंने पह ले ही बातचीत में कहा है कि हमारा ध्यान "क्या और क्यों सुनना है" पर होगा अब जैसा कि मैंने पहले की कुछ वार्ताओं में कहा है सुनना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और कभी कभी मैं अपने दोस्तों या अपने विद्यार्थी मित्रों से मजाक में कहता हूं जब वे मुझसे जुड़ते हैं कि शायद वे मुझसे बेहतर श्रोता हैं और उसका एक कारण है हम पाते हैं कि जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम जो कुछ भी सुनते हैं उसकी समझ बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब तक हम वयस्कों की भाषा सीखने में सक्षम नहीं होंगे तब तक हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे और अगर हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं तो हमें वे चीजें नहीं मिलेंगी जो हम चाहते हैं तो एक नई भाषा सीखने के लिए एक अस्तित्वगत की आवश्यकता है जो वयस्कों द्वारा उपयोग की जाती है और ऐसा करने के लिए हमें भाषा को सुनने और उसमें महारत हासिल करने के लिए कानों का उपयोग करना होगा भाषण निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि जैसा कि हम सुनते हैं हम वैसा ही बोलते हैं इसलिए दोनों निश्चित रूप से साथ साथ चलते हैं खासकर जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं वास्तव में छोटे बच्चे बहुत कुछ नहीं सुनते वे बस शोर मचाते हैं लेकिन एक समय पर उन्हें पता चलता है कि यदि कोई भाषा सीखनी है तो उन्हें सुनना बहुत आवश्यक है और उन्हें एक भाषा सीखनी होगी क्योंकि इसके बिना उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है तो कुछ अर्थों में आप कह सकते हैं कि यह सुनने का मूल है और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम पाते हैं कि हम स्कूलों में जाते हैं जहाँ हमें व्याख्यान सुनने के लिए कहा जाता है हम कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जाते हैं जहाँ हमें फिर से सुनने के लिए कहा जाता है यहाँ तक कि हमारे वयस्क जीवन में भी हमे सुनने के लिए कहा जाता है इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अधिकांश छात्र बहुत अच्छे श्रोता बन जाते हैं और कुछ इतने अच्छे श्रोता नहीं बन पाते लेकिन निश्चित रूप से एक सच्चाई है की सुनना बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हम एक क्विज़ के साथ शुरुआत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि आप अपने स्वयं के सुनने के बारे में कैसा महसूस करते हैं और आपके द्वारा प्रश्नोत्तरी पूरा करने के बाद आप चर्चा में जा सकते हैं और आपने व्याख्यान को सुनने के बाद आपको यह पता लगेगा कीआप प्रश्नोत्तरी पूरा कर पाए हैं या नहीं तो यह है क्विज़ जिस पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं आप क्विज़ को पूरा करना हैं और फिर आपको चर्चा में बताना हैक्विज़ में आपका अपना मूल्यांकन मेरी ओर से प्रस्तुति और आपके सुनने के बाद होगा फिर हम प्रश्नोत्तरी के बाद परिचय पर सुनने की प्रासंगिकता पर सुनने की बाधाओं पर अथवा कैसे एक अच्छा श्रोता बने और इसके निश्चित रूप से संदर्भों में आगे बढ़ेंगे इसलिए सुनने के लिए भावनाओं के पारस्परिक संचार का एक बहुत मजबूत आयाम हैसुनना बेहतर याद रखने में बेहतर तरीके से समझने में अथवा मुख्य अंको को कैसे प्रभावी ढंग से कैप्चर करने में लाभदायक है अब यदि आप उस तरह के श्रवण को देख रहे हैं जो वह परीक्षा के लिए पर्याप्त है जो छात्रों के लिए पर्याप्त है लेकिन अगर आप पारस्परिक संदर्भ को देख रहे हैं यदि आप सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ को देख रहे हैं तो अलग अलग तरीके से सुनना उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए बहुत बार किसी को सुनना दूसरे व्यक्ति को यह बताने का तरीका है कि आप परवाह करते हैं मैंने पहले ही कहा है सुनना सबसे महत्वपूर्ण काम है क्यूंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आप बोलना नहीं सीख पाएंगे लेकिन सुनने का दूसरा पक्ष जो भावनाओं का पक्ष है वह एंटोन चेखव द्वारा प्रसिद्ध रूसी लेखक की एक छोटी कहानी द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और मैं संक्षेप में आपके साथ कहानी साझा करूंगा रूस के शहरों में से एक शहर मे ठंडी शाम को हमें केंद्रीय चरित्र इओना से परिचित कराया जाता है जो एक घोड़ा टैक्सी चालक है वह पूरी तरह से पराजित महसूस कर रहा है और बर्फ उसके चारों तरफ गिर रही है और वह एक लंबे समय के लिए एक यात्री लेने में सक्षम नहीं हुआ है 2 घंटे के इंतजार के बाद पहला यात्री आता है वह कुछ आधिकारिक व्यवसाय पर है और वह एक विनोदीपूर्ण व्यक्ति है और जैसे ही यह व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चलाता है छोटी दुर्घटनाएँ होती हैं या छोटी मोटी गलतफहमी के कारण उससे लोग नाराज़ हो रहे हैं अधिकारी इओना से मज़्ज़ाक़ करता है लेकिन इओना उसे बताता उसका बेटा एक सप्ताह पहले मर गया है इस बातचीत में इओना सड़क पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और वह अधिकारी उससे नाराज़ हो जाता है और इसके बाद वह फिर से संचार करना चाहता है वह फिर से बात करना चाहता है लेकिन अधिकारी इसके बारे में सब भूल गया है वह अब दिलचस्पी नहीं रखता है वह अधिकारी को छोड़ देता है और वह फिर से इंतजार करता है और 3 युवकों को चुनता है उनमें से 2 मजाकिया अंदाज में बात करते हैं और तीसरे को एक दिलचस्प तरीके से हंक किया जाता है जो एक क्रूर व्यक्ति है और वे उस का मज़ाक उड़ाते हैं उन्होंने उसे हल्के फुल्के अंदाज में पीटा और वह उसे अपने मन में माफ कर देता है फिर उनके साथ भी वह संवाद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मेरे बेटे की एक हफ्ते पहले मौत हो गई थी और यहां तक कि वह इसके बारे में बोलने की कोशिश करता रहता है पर वे उसे नहीं सुनते वह केवल 2 किराया प्राप्त करने में सक्षम होता है वह अपने स्थान पर वापस आता है है जहां अन्य कैब चालक आराम कर रहे हैं वह एक व्यक्ति को ढूंढता है जो सो रहा हैउसे भी वही बात बताने की कोशिश करता है लेकिन वह व्यक्ति भी नहीं सुनता है इसके अंत में वह घोड़े को संभालने के लिए उसे भोजन देने के लिएउसका पोषण करने के लिए घोड़े के पास जाता है और फिर वह घोड़े से बात करना शुरू करता है और जैसे ही वह घोड़े से बात करना शुरू करता है वह उसे सब बताता है फिर वह अपने बेटे की मौत की कहानी घोड़े को सुनाता है इस तरह कहानी समाप्त होती है यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है क्योंकि यह सुनने या ना सुनने के बारे में एक कहानी है और यह पारस्परिक संचार के बारे में एक कहानी है जहां पहले 3 उदाहरणों में संचार विफल रहता है और आखिरी उदाहरण में जहां वह घोड़े को यह बताने की कोशिश कर रहा है आप महसूस करते हैं कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है एक शोध के अनुसार सुनना 45 प्रतिशत का काम हो सकता है जो हम करते हैं और एक अन्य शोध हमें बताता है कि कई लोग मानते हैं कि वे अच्छे श्रोता हैं इसीलिए मैंने शुरुआत में ही उस प्रश्नोत्तरी को लेने के लिए कहा क्योंकि आप में से अधिकांश को लगता होगा कि आप अच्छे श्रोता हैं यहां तक कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा श्रोता हूं लेकिन वास्तव में दक्षता शायद इससे बहुत कम है शायद हम वास्तव में सुनने की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता से सुनने में सक्षम हैं हम अपनी हर चीज में सुनने को नहीं फेंकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद हमें इससे बहुत फायदा होगा अब यह उन चीजों में से एक है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि हम इस सत्र के साथ पारस्परिक संचार सॉफ्ट स्किल्स अथवा सुनने की क्षमता को बढ़ाने पर बात होगी अब जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सब हेड फोन का उपयोग कर सकते है या आप बस में हो सकते हैं आप घर बैठे हो सकते हैं अब आप अपने चारों ओर की अव्वजों को सुनने की कोशिश करें मुझे यकीन है कि अब आप मेरी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं अब मैं यह कहना चाहूंगा कि लिसनिंग को हियरिंग से अलग होना चाहिए बहुत सी ध्वनियाँ जो हमारे आसपास हैं लेकिन हमें उन सभी को सुनने की आवश्यकता नहीं है आप देखते हैं कि मस्तिष्क एक समय में एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है इसलिए जब मैं किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं दूसरी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में नहीं होता हूं जब आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दे रहे होते हैं जब आप मुझे सुन रहे होते हैं तो आप उन परिवेश ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं जो मुझे घेर लेती हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बार सुनने के दौरान आपकी अग्रभूमि कुछ और के विपरीत हो अब हम अग्रभूमि के इस पहलू के बारे में बात कर रहे हैं जब भी आप किसी व्यक्ति को सुन रहे होते हैं तब भी कुछ विशेष प्रकार की अग्रभूमि होती है आप जानकारी लेने के लिए सुन सकते हैं आप विशिष्ट भावनाओं को जानने के लिए सुन सकते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करिये की कुछ अनचाही आवाज़ें आपके कानो में जाएँगी ही यह आपको केवल इस तथ्य से अवगत कराने के लिए है कि सुनना कोई बहुत साधारण बात नहीं है इसमें जटिल चीजें शामिल हैं ध्यान शामिल होता है और आप समय के विशिष्ट अंकों पर विशिष्ट चीजों को प्राप्त करते हैं अगर मैं कहता हूं कि कृपया अगले कुछ शब्दों को कई बार सुनें अगर मैं कहता हूँ की शब्द 'द' को अच्छे से सुने तोह आप सब कुछ भूल के 'द' शब्द को ही सुनेंगे तो आप देखते हैं कि अभी भी आप मेरी बातों में से 'द' शब्द को ही सुन रहे हैं और इस बात ने आपका ध्यान भटका दिया है आपके सुनने को उस डिटेक्शन में डायवर्ट कर दिया गया है और हम कई चीजों को भूल रहे हैं इसलिए यह महसूस किया कि यह एक जटिल प्रक्रिया है पूरे मस्तिष्क को पूरी तरह से पूरी तरह से जटिल तरीके से शामिल किया जाता है हमारी स्मृति पर ध्यान दिया जाता है बहुत सारी जानकारी का वर्गीकरण चल रहा है हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे यह महसूस करने के बाद अब हमें पहले यह पता लगाने दें कि वास्तव में वह क्या है जिसका हम उपयोग करते हैं हम किन चीजों के लिए सुनते हैं जब कुछ भी कहा जाता है तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए पहले से ही जानी जाती हैं या दोहराई जाती हैं यह क्लिचclichés या जाने माने तथ्यों के साथ होता है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है या नहीं भी हो सकती है हम जानकारी को सुन रहे हैं ताकि तथ्यों पर विचार किया जा सके इस प्रक्रिया में हम कुछ निकायों के विचारों और विश्वासों के बारे में सुन रहे हैं जो उस व्यक्ति के दृष्टिकोण के बारे में बताएगा उदाहरण के लिए मुझे 1 और आधे घंटे सुनने के बाद आपको इस बारे में कुछ पता चल जाता है कि मैं किस तरह से विश्वास करता हूं यहां तक कि इस दिए गए छोटे संदर्भ या संचार के भीतर भी आपको मेरी सोच पता लग जाएगी जानकारी और भावनाएं ये प्रमुख चीजें हैं जो अनुमति देती हैं इसलिए यहां तक कि क्लिचclichés भी सूचना विचारों और विश्वासों की जानकारी की श्रेणी में आते हैं ये हमें जानकारी देने का प्रबंधन करते हैं और वे हमारे लिए भावनाओं विचारों और विश्वासों का भी संवाद करते हैं उसे आकार देने का प्रबंधन करते हैं तो यह एक काफी जटिल प्रक्रिया है लेकिन मैं जो मूल अंक बनाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम सुनते हुए ध्यान में रखना है लेकिन सुनने में अवरोध हो सकते हैं और यह महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि पारस्परिक संचार में इन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए तो हम किन बाधाओं की बात कर रहे हैं यह भाषाई अवरोध हो सकता है जैसे आप मुझे नहीं समझते या आप इस भाषा को बोलने के तरीके को नहीं समझते हैं शारीरिक बाधाएं आप मुझे सुनने में सक्षम नहीं हैं जो भी कारण हैं आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं जहां आप सुनना नहीं चाहते हैं आपको सुनने का कोई इरादा नहीं है आप मानते हैं कि आप वह सब कुछ जानते हैं जो इसके बारे में बताया जा रहा है तो ये सुनने के 3 अवरोध हैं पहला और दूसरा इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जब हम सुनने के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा इसलिए जब मैं अगली कुछ स्लाइड्स में अच्छी तरह से सुनने के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अनिवार्य रूप से एम्पेटेटिक लिसनिंग के बारे में बात कर रहा हूं यह हमें सामाजिकसांस्कृतिक वातावरण में बेहतर संवाद करने में मदद करता है और चिकित्सा के प्रकार के रूप में सुनना एक ऐसी तकनीक का रूप है जिसके माध्यम से हम अन्य लोगों को समझने में सुधार करते हैं और हम अपनी समझ में सुधार करते हैं अब यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपके लिए सार्थक होगा दोस्तों मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं और निश्चित रूप से यह मेरा खुद का संदर्भ नहीं है जाहिर है कि मैंने कुछ अवधारणा दूसरों से ली है लेकिन मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे इस पर विश्वास है यदि आप एक अच्छे श्रोता होना सीखते हैं तो आप इस प्रक्रिया में भी सीखते हैं कि एक बेहतर इंसान कैसे बनें और शायद यह लंबे समय में अधिक प्रभावी होने वाला है तो एक अच्छा श्रोता कैसे बनें इसको मैंने 3 श्रेणियों के तहत विभिन्न विचारों को वर्गीकृत किया है पहला वर्ग है तैयारी कम बात करें और अधिक सुनें आप देखते हैं कि ज्यादातर संदर्भों में यदि आप चुपचाप बैठते हैं औ र अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं यदि आप समूहों का निरीक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि समूहों में एक व्यक्ति बोल रहा है और हो सकता है कि दो लोग उसे बाधित कर रहे हैं जबकि तीसरा व्यक्ति अवसर या विराम की प्रतीक्षा कर रहा है और यदि उसे अवकाश नहीं मिलता है तो वह चिल्लाता है और बोलता है तो मूल रूप से क्या हो रहा है कि लोग अपने विचारों को व्यक्त करने में तीव्र रुचि रखते हैं हम खुद पर केंद्रित हैं हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए बोलना भी महत्वपूर्ण है हम अगले सत्र में बोलने के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम बोलें हमारा मौन रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है अब अगर आप इसे एक छोटी सी गतिविधि के रूप में करते हैं तो एक समूह में अचानक यह एहसास होता है कि आपने यह बात सुन ली है और आप चुप हो जाते हैं और एक वक्ता के रूप में भाग नहीं लेते हैं लेकिन चुपचाप दूसरे लोगों को सुनते हैं आपको एहसास होगा कि हर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है और अगर आप इस कोशिश को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो हम अन्य लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है जिसका विचार आने वाले विषय मे करेंगे अब दूसरा अंक यह है कि "जब तक आवश्यक न हो बाधित न करें" हम सभी एक आधुनिक सभ्यता में जल्दी में हैं लेकिन कम से कम जब आप बातचीत शुरू कर रहे हैं तो कम से कम कुछ मिनटों के लिए दूसरे व्यक्ति को बिना किसी बाधा के बोलने की अनुमति दें हम अक्सर ऐसा करने का प्रबंधन नहीं करते हैं हम मानते हैं कि हमारा समय कीमती है यह व्यक्ति हमारे समय को बर्बाद कर रहा है इसलिए मुझे उस व्यक्ति को बाधित करना होगा लेकिन व्यक्ति को बीच में बाधित न करने की भी प्रैक्टिस करें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो आप पाते हैं कि किसी को धीरज से सुनने की प्रारंभिक प्रक्रिया आपको कुछ हद तक विश्वसनीयता प्रदान करती है दूसरा व्यक्ति यह महसूस करना शुरू कर देता है कि आप वास्तव में उस चीज में रुचि रखते हैं जो वह कह रहा हैं चाहे हम व्यावसायिक संचार के बारे में बात कर रहे हों या हम सामाजिक सांस्कृतिक संचार के बारे में बात कर रहे हों कार्यस्थल के संदर्भ में सुन्ना और बिना बाधा डाले सुनना बहुत आवश्यक है हमारे वार्ता की विफलता या सफलता हमारे प्रेरक रणनीतियों की विफलता या सफलता इसी चीज़ पर निर्धारित है तो यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए कि एक अच्छा नेता अक्सर एक अच्छा श्रोता या सहनशील श्रोता भी होता है तो मूल रूप से पहले 2 अंक एक तरह से अंतिम अंक पर अभिव्यक्त होते हैं जो धैर्य समझ विकसित कर रहा है क्योंकि जब आप ये सब कर रहे हैं तो आप धैर्य विकसित नहीं कर रहे हैं आप अंतर्दृष्टि विकसित कर रहे हैं आप समझ विकसित कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब आप सुनते हैं इस चर्चा के साथ बहुत जल्द चर्चा मंच में आप पाएंगे कि हम आपको कुछ दिलचस्प वीडियो में ले जाएंगे हम आपको कुछ दिलचस्प गतिविधियों के बारे में बताएंगे जो आपको सुनने के लिए लिंक करती हैं और जो सुनने के बारे में आपकी प्रतिक्रिया लेती हैं और यह विभिन्न संदर्भों में अभी मैं आपके साथ जो कुछ साझा कर रहा हूं वह पूरक होगा अब हम प्रिपरेटरी लिसनिंग या प्रिपरेटरी ट्रू लिसनिंग का बारे में बात करेंगे सम्मान के लिए सुनो आप शिष्टाचार के लिए सुन रहे हैं या यह है कि कोई व्यक्ति नकारात्मक रवैया दिखा रहा है क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हमारा व्यवहार हमारी सहभागिता दूसरों के प्रति हमारी भावना बहुत अक्सर अवचेतन रूप से हम क्या सुनते हैं उसपर निर्धारित होती है कि हम किसी तरह से महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति मुझे अपमानित कर रहा है और बिना यह एहसास किए कि आप आक्रामक हो गए हैं हम बोलने लगते हैं इसलिए यदि आप जागरूकता विकसित करते हैं और पहचानते हैं कि कौन से अंक हैं जो आपत्तिजनक लग रहे हैं तो आप स्पष्टता की एक निश्चित डिग्री विकसित करते हैं आपको पता चलता है कि यह व्यक्ति वास्तव में आक्रामक है या नहीं एक बार जब आप महसूस कर लेते हैं आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि अब आपका गुस्सा आपकी चिंता आपकी जलन सचेत स्तर पर है तो आपको इस बारे में एहसास है कि क्या आपको आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए या धीरज पूर्वक तरह से अपनी रणनीतियों को और अधिक सार्थक रूप से व्यक्त किया जा सकता है आपसी उद्देश्य के लिए सुनो अब यह एक प्रशिक्षण है जो आपके लिए बहुत अच्छा पारस्परिक संचार करना संभव बनाता है वह क्या है जिसमें आप रुचि रखते हैं यह वह क्या है जिसमे दूसरे व्यक्ति रुचि रखता है अब यह आत्म जागरूकता बढ़ाता है यह दूसरे के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है व्यक्ति उसकी ज़रूरतों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से रचनात्मक तरीके से और अधिक सार्थक तरीके से व्यक्त करता है तीसरा अंक जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह है यह सोचना की आप पहली बार सुन रहे हों जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी धारणा स्पष्ट रूप से तेज हो जाती है तो ऐसा करना समय के सभी अंकओं पर संभव नहीं है लेकिन यदि आप इस तरह का रवैया विकसित करने की कोशिश करते हैं तो आपकी धारणा बन जाती है क्योंकि हर बार जब आप अधिक ऊर्जावान होते हैं तो आप अधिक चौकस हैं आप अधिक जोरदार हैं इसमें आपकी यादें हैं आपकी कुल सांद्रता है अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें अब आप देखते हैं कि यदि आप सुनने के इस विशेष तरीके से प्रशिक्षण लेते हैं तो आपके लिए अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना आसान है क्योंकि आप अब अपनी भावनाओं के बारे में जानते हैं और एक बार जब आप अपनी खुद की भावनाओं से अवगत होते हैं तो आप जानते हैं कि आप चिड़चिड़े हैं और आप इस जलन का कारण जानते हैं और आप विच्छेदन कर रहे हैं और वास्तव में जानते हैं कि यह क्या कारण है कि क्या यह अन्य व्यक्ति अनजाने में जलन पैदा कर रहा है या जानबूझकर जलन है आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि यह अनजाने में हुया है तो आप दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुँचाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति पर आक्रामक नहीं होते हैं और गलतफहमी जो संभवत हो सकती है वह एक तरह से रुक जाती है आप मिसकम्यूनिकेशन से बच सकते हैं अपने आप कोपूर्वाग्रह से मुक्त करें जैसे आपको लगता है मैंने पहले के व्याख्यान में ऐसे पढ़ाया था तो अब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा यह एक "पूर्वाग्रह" है हर बार हम किसी को सुनते हैं अगर मैं अपने परिवार अपने माता पिता या अपने बेटे या बेटी या अपने दोस्त को सुन रहा हूं क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ मैं उस व्यक्ति के सभी पूर्वाग्रहों को ले आऊंगा अब अगर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं तो हम फिर से एक नए तरीके से और अधिक परिप्रेक्ष्य और सार्थक तरीके से बात को सुनते हैं व्यर्थ की बाते सुनने का भी अभ्यास करें अब यह वाणिज्यीकरण व्यापार व्यापार संचार सामाजिककरण के संदर्भ में पारस्परिक संचार के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हो जाता है सहनशीलता से चीजों को सुनने की क्षमता सहनशीलता से उन चीजों को सुनने की क्षमता जिनके बारे में आप सहमत नहीं हो सकते हैं और उन पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं देना एक अच्छी आदत है जब आप इन तत्वों का बहुत हद तक अभ्यास करेंगे तो आप एक महत्वपूर्ण तरीके से सुधार महसूस कर पाएंगे अब हम सुनने वाले तत्व पर आते हैं और हम लिसनिंग के विभिन्न स्वीकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं अब उन भावनाओं को सुनें जिन्हें मैंने पहले ही रेखांकित कर दिया है लेकिन जब आप लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो विशिष्ट तत्वो जैसे की इंटोनेशनटोनtone चेहरे की अभिव्यक्ति पर ध्यान दे जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे अब साझा करने के लिए सुनने पर ध्यान केंद्रित करें और यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने लघु कहानी के संदर्भ में हाइलाइट किया है जो हमने एक साथ तत्व और साझा की है जो एक अच्छी श्रोता के लिए एक संपत्ति है क्योंकि जब आप श्रोता है और व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है उसे साझा करते हैंवह आपसे कुछ लेना नहीं चाहता वह सिर्फ अनलोड करना चाहता है और आप उस व्यक्ति को अनलोड करने और सुनने में सक्षम हैं भावनात्मक संदर्भ में एक संचारक के रूप में एक बहुत ही गहन तरीके से सफल हो रहे है यह आपकी भावनाओं को तेज करने के लिए होता है और यह बहुत ही सार्थक होने वाला है क्योंकि आप किसी भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक लेनदेन के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरों की बात सुन्ना जैसा कि आप खुद सुनना चाहते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तब सहानुभूति जागृत होती है यह समझने का तत्व है कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं जो आपके सुनने में स्वतः आता है संक्षेप में आप प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है जहां बोलने का तत्व बहुत हल्के ढंग से आता है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप चेक को पार कर लें कि आप सही तरीके से समझ गए हैं कि कभी कोई अस्पष्टता है जिसे आपको जांचना है और एक प्रतिक्रिया लेने की आवश्यकता है इसलिए हम बोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जाहिर है सुनना और बोलना अलग नहीं किया जा सकता है हालांकि यकीन के लिए आज हम केवल सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए सुनो क्योंकि सुन्ना चीजों की समझ बना सकता है तो आप अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के विचारों केसाथ जोड़ सकते हैं वास्तविक जिज्ञासा वास्तविक जिज्ञासा को पैदा करेगा मुझे और बताएं मुझे सुनने दें कि आपको क्या कहना है यह दूसरों को बहुत राहत देगा जब भी आप जो भी सुन रहे हैं उसे तीव्रता के साथ पूरी दिलचस्पी के साथ सुनें रक्षात्मक गैर रक्षात्मक अब बहुत बार जब हम सुन रहे होते हैं तो रक्षात्मक होने की प्रवृत्ति होती है जहां कभी हमारे बारे में बातें बताई जाती हैं जो महत्वपूर्ण हैं हम रक्षात्मक हो जाते हैं इसका सामना करने के लिए एक खुला रवैया विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है अपने स्वयं के विचारों को सुनने के लिए और अपने स्वयं के विचारों को खोलने के लिए और बल्कि जो आप सुन रहे हैं उससे डरने के लिए नहीं अब जिस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में जिस तरह से आप दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी लेकिन आपको आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि यह समझ में आता है और आपको इसे फिर से आज़माने की ज़रूरत है उन प्रयोगों या गतिविधियों को विभाजित करें जिन्हें आप चर्चा मंच तक पहुँचकर कर सकते हैं मतभेदों के लिए सुनो क्योंकि जब हम किसी और से बात करते हैं तो व्यक्ति हमारे अलावा कोई और होता है व्यक्ति स्वयं के अलावा कोई और होता है तो इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मतभेद होंगे और यह जानना महत्वपूर्ण है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे कैसे अलग है यह असहमत होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के अंकओं को देख सकें और सहमत हों यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप एक असहमति की समझ विकसित करें लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप यह समझना सीखें कि दूसरा व्यक्ति कैसे अलग है कैसे वह क्या कह रहा है या वह अंतर को स्वीकार करने के लिए अलग अलग कह रहा है और इसे कुछ के रूप में स्वीकार करता है जो अभी भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है जो लेनदेन को बहुत आसान करता है डीप लिसनिंग जिसमें शब्दों के बीच सुनना शामिल है यानि की जो नहीं कहा गया उसे सुन्ना शामिल है क्योंकि बहुत बार हम जो कहते हैं और उसका अलग अर्थ होता है इस बारे में विस्तार से बात करेंगे जब हम अशाब्दिक संचार शरीर की भाषा छल के बारे में बात करेंगे और जो कभी हम बातें कहते हैं लेकिन हमारा मतलब वह नहीं होता जो हम बोल रहे हैं के बारे में बात करेंगे इसलिए यह अनुमान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें अशाब्दिक संचार को भी देखा जाएगा विसंगतियों के लिए सुनो क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप किसी भी तरह का लेनदेन कर रहे हैं वर्गीकृत करने के लिए सुनो जानकारी को वर्गीकृत करें ताकि आप जानकारी को सार्थक तरीके से स्टोर कर सकें यह उस तरह के सुनने के लिए महत्वपूर्ण है रूपांतरणों और विविधताओं के लिए सुनना इसलिए हमने पहले ही प्रकाश डाला है लेकिन यहां तक कि अकादमिक संदर्भ में भी जब भावनाएं शामिल नहीं होती हैं जहां तथ्य शामिल होते हैं आप सहमत हो सकते हैं आप सहमत नहीं हो सकते हैं आप सराहना कर सकते हैं आप सराहना नहीं कर सकते हैं आप इसके लिए सुनते हैं और जागरूक होते हैं तथ्य यह है कि ये परिवर्तन हैं ये प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके दिमाग में हो रही हैं तो यह दूसरी चीज है जो आपको करने की आवश्यकता है अब अंत में इस सत्र को पूरा करने से पहले हम 'समूहों में सुनना पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि बातचीत १ प्रतिशत के साथ संवाद है या अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ एक बात है लेकिन बातचीत फिर से सुनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और क्या आप एक समूह चर्चा कर रहे हैं नौकरी के साक्षात्कार के लिए समूह चर्चा या अपने कार्य स्थान में एक वास्तविक समूह चर्चा के लिए ये तत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो सामग्री के लिए सुनो यह लोगों के इरादे और उनके दृष्टिकोण है क्योंकि यह तय करेगा कि आप उन पर जिम्मेदारी के लिए कैसे गए हैं वक्ताओं की तुलना और वर्गीकृत करें उन्हें अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करें यह जानें कि किसने किस तरह का रवैया अपनाया है यह महत्वपूर्ण होगा इस जानकारी को आत्मसात करें उन्हें वर्गीकृत करें जैसा कि हमने उन्हें पहले वर्गीकृत करने के बारे में कहा है और जब आप यह सब कर चुके होते हैं तो यह आदत बन जाएगी क्योंकि आप इस साधना को करने की कोशिश करते हैं और बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं इसलिए जब आप इस तकनीक को आगे बढ़ाते हैं तो आप इसे बहुत तेज़ी से कर पाएंगे जब आप इसे अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के स्थानों पर आज़माते हैं जहाँ आपको सुनने की अनुमति होती है या आप एक संदर्भ पाते हैं जहाँ आप सुनते हैं इन आदतों को विकसित करें और आप पाते हैं कि आप इस चीज़ में सक्षम हैं और यह आपको बहुत अधिक सार्थक बनाता है अब हम विराम लेते हैं और मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं हम सुनने के बारे में बात कर रहे हैं आप पहले से ही सुनने पर एक प्रश्नोत्तरी ले चुके हैं अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस समय तक आप सब कुछ सीख चुके थे जो सुनने के बारे में था या यह है कि आज इस छोटे से सत्र में आप क्या कर रहे हैं कुछ नया सीखने में सक्षम है कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि सार्थक है बस इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई से दें कुछ चीजों की कोशिश करें और आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है आपके अपने सुनने के बारे में आपकी धारणा भी कुछ हद तक बदल जाएगी यह मेरे साथ वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने आपके साथ बातचीत शुरू करने से पहले अन्वेषण के गंभीर क्षेत्र के रूप में कुछ सुनने का पता लगाने के लिए आगे बढ़ा तो अंत में हमारे पास इस स्लाइड में मुख्य अंकओं का सारांश है और अगली कक्षा में हम "बोलने" को एक मौलिक के रूप मे लेंगे और आगे बढ़ाते हुए अन्य संचार रणनीति को छूने जा रहे हैं धन्यवाद दोस्तों